द्वितीय घात के साधारण समांगी अवकल समीकरणों के गुण हमने अभी तक विधियां घाट के रेखीय अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण को अभी तक देखा था हमने यह भी देखा है कि इन्हें किस प्रकार अथवा एक व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है एक ऐसी व्यवस्था जहां दो समीकरणों का कुंडलीत रूप हो पहली घाट का रेखीय समीकरण हमने देखा कि इन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है आज के वीडियो में हम द्वितीय घाट के रेखीय साधारण अबकल समीकरणों के गुणों के विषय में पड़ेंगे अब हम समीकरण से शुरुआत करेंगे माना कि कोई द्वितीय घाट का रेखीय साधारण अबकल समीकरण है a0x ya1x ya2 xybx x∈ICR इस प्रकार I या तो निश्चित अंतराल का अथवा अर्ध निश्चित अंतराल का होना चाहिए इस प्रकार Iab or a∞ or ∞a or ∞∞ क्योंकि हम यह देख चुके हैं कि सर्वोच्च व्युत्पन्न का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए इस प्रकार a0x≠0 यह 0 के बराबर नहीं होता है

तो हम इसे किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं आपको पता है y1 तथा y2 समाधान हैं यदि हम इन्हें समांगी समीकरण में विस्थापित करते हैं तब यह इस प्रकार हो जाएंगे y1px y1qxy10 तथा y2px y2qxy20 क्रमशः अब हम c1y1c2y2 दिए गए समांगी समीकरण में विस्थापित करते हैं तब हमें c1y1c2y2px c1y1c2y2qxc1y1c2y20 प्राप्त होगा किसी और थोड़ा सरल करके यदि हम पुनः व्यवस्थित करके लिखिए तब c1y1c2y2pxc1y1pxc2y2qxc1y1qc2y2 अथवा c1y1px y1qxy1c2 y2px y2qxy20 हो जाता है इससे हमें यह पता चलता है कि यह भी दिए गए समीकरण के लिए एक समाधान है तो इस प्रकार यदि हमारे पास दो समाधान है तो उसका रेखीय संयोजन c1y1c2y2भी एक समाधान होगा अब इससे पहले कि मैं दूसरे गुणों पर चलूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है यदि हमारे पास दो फलन y1 तथा y2 है और यह किसी भी दिए गए समीकरण के लिए समाधान नहीं है बल्कि यह दोनों दो फलन है और I मैं परिभाषित है जहां x∈I और I यहां पर कोई भी खुला अंतराल हो सकता है आइए हम मान लेते हैं कि y1y2 यदि यह किसी कांस्टेंट के बराबर नहीं है इस प्रकार y1y2 ≠constant तब हम कह सकते हैं कि y1 तथा y2 जो रेखीय स्वतंत्र फलन है अब इसका मतलब यह हुआ कि दो फलन यदि रेखीय स्वतंत्र नहीं है अथवा और अस्वतंत्र है तब उनके लिए y1y2 constant इसका मतलब एक फलन बराबर कांस्टेंट गुना दूसरा फलन इसका मतलब दो फलन जैसे y1 तथा y2 यदि वे वास्तव में समानांतर है तब वे कहीं भी परिभाषित हो वे दोनों रेखीय निर्भर होते हैं यदि वे समानांतर ना हो तब वह रेखीय स्वतंत्र होते हैं क्योंकि y1 तथा y2 कोई कांस्टेंट नहीं है मान लिया कि हमारे पास कोई दिया गया रेखीय समीकरण का सिस्टम अथवा व्यवस्था है जैसा कि a1xb1yc1 तथा a2xb2yc2 तब इन रेखीय समीकरणों के लिए समाधान कब संभव हो सकते हैं यदि हम इन समीकरणों की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करके लिखते हैं जैसे कि AXC जोकि a1 b1 a2 b2 x y c1 c2 के समतुल्य है यदि मैट्रिक A का डिटर्मिननेंट Aa1b2 a2b1≠0 होता है तब हमें पता है कि हम मैसेज को व्युत्क्रम करके x y A 1Cप्राप्त कर सकते हैं और और इसको कहने का दूसरा तरीका इस प्रकार है कि यदि मैं कोई X वेक्टर प्राप्त कर लेता हूं जो कि जीरो के बराबर नहीं है X≠0 जिससे कि AX0 तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं c1 c2 0 0 चुनता हूं तब तब इस प्रकार हमें एक अद्वितीय समाधान प्राप्त हो जाएगा जब A 10 यदि X≠0 तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए कि हम एक ऐसा समाधान प्राप्त कर सकते हैं जो जीरो के बराबर नहीं है और इसके लिए हमारे पास A0 जरूर होना चाहिए

अब इसके पहले कि मैं आपको दूसरे गुण के विषय में बताऊं उसके पहले मैं आपको द्वितीय घाट के रेखीय साधारण अवकल समीकरण के अस्तित्व और विशिष्टता प्रमेय के विषय में बताऊंगा आइए मैं अभी प्रमेय को लिख रहा हूं हमारा समीकरण ypx yqxyfx x∈ICR है मान लेते हैं कि समीकरण रेखीय ODE है जहा px qx तथा fx लगातार फलन है I के माना कि px qx तथा fx दिए गए फलन है और यदि यह लगातार फलन है तब हमारे पास द्वितीय घाट का रेखीय असमांगी समीकरण है और तब हम देखते हैं कि गुणांक px qx तथा दाएं हाथ की ओर fx यदि यह सभी लगातार फलन है I के तब आपके पास एक अद्वितीय समाधान उपलब्ध होगा इस प्रकार दिए गए समीकरण के लिए हमें एक अद्वितीय समाधान प्राप्त होगा यदि हम प्रारंभिक शर्तें उपलब्ध कराते हैं तू जैसे ही हम प्रारंभिक शर्ते उपलब्ध कराते हैं जो yx0y0 तथा yx0y1 where x0∈I हैं इस प्रकार अज्ञात फलन का मान और इसके व्युत्पन्न किसी बिंदु x0 पर दिए गए हैं इस प्रकार प्रारंभिक मान का प्रश्न ypx yqxyfx और इसके साथ ही प्रारंभिक शर्तें yx0y0 तथा yx0y1 यदि हो तो हमें एक अद्वितीय समाधान प्राप्त हो जाता है yx ∀x∈I हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसका प्रमाण नहीं दे रही हैं हमने यह किया है कि हम केवल इस बात को तर्कसंगत तरीके से कह रहे हैं कि क्या यह प्रमेय सत्य है यदि हम इसका प्रमाण देखना चाहे तो वह केवल प्रारंभिक मान के प्रश्नों को व्युत्पन्न करके पहली घाट के समीकरणों की व्यवस्था से निकाला जा सकता है अब यदि हम इसे ddxyx y 0 1 q p yx y 0 f इस प्रकार लिखते हैं तो तब प्रारंभिक मान यदि yx0 y y0 y1 है तो तब हम द्वितीय घाट की व्यवस्था को इस प्रकार से देख सकते हैं यदि हम इसे एक वेक्टर फलन के रूप में देखते हैं तब Xyx y R2 दाहिने हाथ की ओर हम किसी फलन के रूप में लिख सकते हैं FXAXB इस प्रकार व्युत्पन्न क्या है dFdXA जहां व्युत्पन्न एक ऑपरेटर है क्योंकि FR2R2 इसलिए यदि dFdXA∞ जहां 4 पदों के वर्ग के योग का वर्गमूल है दिए गए मैट्रिक्स में इस प्रकार उपरोक्त समीकरण में दिया गया असमानता का निशान सही है क्योंकि मैट्रिक A के सभी पद एक लगातार फलन को प्रदर्शित करते हैं और परिभाषित I मैं परिभाषित है तो इस प्रकार वे सभी नियत है इस प्रकार यह एक सफिशिएंट अथवा पर्याप्त शर्त है और क्योंकि हमने सभी फलनओ को इस प्रकार से चुना है कि वह सभी लगातार फलन है तो इस प्रकार दी गई शर्त संतुष्ट होती है इस प्रकार दी गई व्यवस्था dXdxF में एक अद्वितीय समाधान प्राप्त होता है I के अंतर्गत इसके साथ ही Xx0y0 y1 हमें इतनी जानकारी उपलब्ध है इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि यह वास्तव में एक सर्वसाधारण प्रमेय हे यदि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जो आयताकार रूप में बाधित है जैसा कि ऊपर बनाए गए चित्र में दिखाया गया है जिसमें xX समतल तथा इस आयत की लंबाई I अंतराल है इसके साथ ही x0 अंतराल I के मध्य का कोई बिंदु है तब इस बाधित के बीच के बिंदु के रूप में हमें x0y0 y1 प्राप्त होगा तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि आयताकार बाधित बक्से में यदि फलन लगातार अथवा कंटीन्यूअस है तब हमें एक अद्वितीय समाधान प्राप्त होगा इससे आगे बढ़ने पर space वक्र x के रूप में प्राप्त होगा इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास y होगा x0 के निकट यही विद्यमानता का प्रमेय है इस प्रकार यदि हम आयत को किसी एक अनिश्चित पट्टी से विस्थापित करते हैं वह इस प्रकार है कि प्रत्येक x0∈I y0 y1 और यह y की दिशा में सभी मान ले सकता है यह सत्य है क्योंकि यह केवल ऐसे फलन हैं जो केवल x पर निर्भर करते हैं x राशि पर इस प्रकार यह सभी बाधित है इसलिए इस दशा में हमारे पास एक सर्वमान्य समाधान होगा ∀x∈I के लिए इस प्रकार यह अस्तित्व विशिष्टता प्रमेय को दर्शाते हैं हम इसे ऐसा बिना प्रूफ के मान लेते हैं यह एक प्रकार की तर्गसंगतता है जिसे हम पाठ्य पुस्तकों में देख सकते हैं यदि आप इस विषय में और पढ़ना चाहते हैं तब आप उद्धरण में दी गई किताबों से भी अस्तित्व विशिष्टता प्रमे के विषय में और अधिक पढ़ सकते हैं इस प्रकार से मैंने गुण संख्या दो को प्रदर्शित किया है यदि आपको राखी अद्वितीय घाट के समांगी समीकरण दिए गए हैं तब उसमें y1 तथा y2 दो समाधान इस प्रकार होंगे ypxyqxy0 जहां x∈I यदि ऐसा दिया गया है तो हमें कैसे पता चला कि यह रेखीय स्वतंत्र है तो y1 तथा y2 रेखीय स्वतंत्र है केवल और केवल यदि y1xy2x y2y1≠0 यदि आपके पास 2 समीकरण है तब हम उन्हें रेखीय स्वतंत्र तब कह सकते हैं अथवा नहीं कह सकते हैं जब हम इस शर्त को चेक कर लेते हैं तब अर्थात इस शर्त के आधार हम किन्ही दो समीकरणों को रेखीय स्वतंत्र अथवा अस्वतंत्र कह सकते हैं यदि आपको तर्क AB and BA मालूम है तब हम उपरोक्त दिए गए गुण को इस स्वरूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार y1 तथा y2 रेखीय निर्भर राशि होंगे ऐसा केवल तभी संभव है यदि y1xy2x y2xy1x0 किसी भी दिए गए x0∈I के लिए इसका मतलब यहां कोई x0∈I होना चाहिए जिसके लिए की y1xy2x y2xy1x0 होता है अब हम इस कथन को सीधे तौर पर देखेंगे और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे हम इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे उसके लिए हम यह मानेंगे कि y1 तथा y2 दो रेखीय निर्भर है इसका मतलब यह वास्तव में एक दूसरे के समानांतर है और इस प्रकार y1y2 constantc इससे हमें प्राप्त होता है कि y1x cy2x0 हमसे इस प्रकार से पृथक कर सकते हैं क्योंकि y1 तथा y2 यह दोनों द्वितीय घाट के समीकरणों को संतुष्ट करते हैं इसलिए यदि हम इनको डिफरेंटशिएट करेंगे तब उससे हमें y1x cy2x0 प्राप्त होगा यह सभी ∀x के लिए सत्य है तो इस प्रकार हम ऊपर दिए गए दोनों समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में y1 y2 y1 y2 1 c 0 0 लिख सकते हैं हमारे पास दो ऐसे समाधान है जो 0 नहीं है और इसलिए y1y2 c≠0 इस प्रकार हम यह देखते हैं कि समीकरणों की व्यवस्था में जहां AX0 है और इसके साथ ही X≠0 मैट्रिक A के लिए डिटर्मिननेंट है इसका मतलब A0 ठीक उसी प्रकार det y1 y2 y1 y2 0 भी सही है सभी ∀x के लिए इससे प्राप्त होता है कि y1xy2x y2xy1x0 ऐसा हमें केवल कुछ बिंदुओं पर आवश्यक है हम कुछ बिंदु को x0 ले सकते हैं इसका मतलब कि ऊपर दिया गया गुण सत्य है आइए हम से दूसरे प्रकार से सिद्ध करते हैं हमने मान लिया कि y1y2 y2y10 किसी भी दिए गए x0∈I के लिए और इसके साथ ही y1 y2 रेखीय निर्भर हैं तब आप क्या करेंगे हमें ऐसी व्यवस्था चुनेंगे किसी भी दिए गए मान x0 पर तो इस प्रकारy1 y2 y1 y2 c1 c2 0 0 जहां c1 तक c2 दिए गए कांस्टेंट है जिन्हें हम नहीं जानते हैं

और इसके साथ ही आपको यह मालूम है कि yx0 ∀x∈I के लिए और यह भी दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है और इसके साथ ही प्रारंभिक मान yx00 तथा yx00 है इस प्रकार हमारे पास दो ऐसे फलन हैं x तथा yx जो प्रारंभिक मान की समस्या को संतुष्ट करते हैंके पश्चात प्रारंभिक मान के अद्वितीय होने के सिद्धांत के कारण यह x0 है इसे हमें प्राप्त होता है कि c1y1xc2y2x0 इस प्रकार इसे y1xy2x c2c1≠0 लिखा जा सकता है अब हम यह मान लेते हैं कि c20 है तब c1 c2 ≠0 c1≠0 के कारण परंतु यह c1y1xc2y2x0 की अवहेलना कर रहा है क्योंकि y1x≠0 इसलिए यदि c20 है तब c10 होता है तो इसका मतलब c2≠0 तथा c1≠0 तो इस प्रकार c2≠0 and c1≠0 का मतलब हुआ कि अनुपात c1c2≠0 इस प्रकार यह वास्तव में एक कांस्टेंट है यह वास्तव में y1 तथा y2 की परिभाषा है और रेखीय निर्भर राशियां हैं और यह के साथ इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि यह दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं इस प्रकार यदि दो ऐसे समाधान दिए गए हैं जो कि वीरो नहीं है और समांगी समीकरण है तब वे दोनों रेखीय स्वतंत्र हैं केवल और केवल यदि शर्त y1xy2x y2xy1x0 को संतुष्ट करते हैं x के सभी मानो के लिए ∀x इस प्रकार दाहिने हाथ की ओर लिखे हुए पद को परिभाषित किया जा सकता है और इसे Wronskian कहा जाता है तो यदि y1 और y2 कोई दो फलन है जो ICR मैं परिभाषित है तब Wronskian Wy1y2x ∶ y1x y2x y1x y2x y1xy2x y2xy1x ∀x∈I होता है तो इस प्रकार y1 और y2 दो फलन है यह रेखीय समांगी समीकरणों का समाधान नहीं है यदि यह दोनों रेखीय द्वितीय घाट के समांगी समीकरण के समाधान होते हैं तब यह भी रेखीय स्वतंत्र होंगे केवल और केवल यदि Wronskian Wy1y2x≠0 ∀x∈I परंतु साधारण फलनओं के लिए यह सत्य नहीं है हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि xlog x तो इन दोनों फलनओं के लिए Wronskian hese two functions W1log x x ∶ x log x 1 1x 1 log x होता है इस प्रकार यदि हम x को चित्रित करते हैं और loglog x तब हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह दोनों फलन रेखीय स्वतंत्र हैं परंतु यह दोनों किसी भी अवकल समीकरण के समाधान नहीं है x1 पर Wronskian w0 हो जाता है इस पर यह रेखीय अस्वतंत्र होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह एक दूसरे के समानांतर होंगे परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं इसका मतलब यह हुआ कि हम चाहते हैं की Wronskian किसी एक बिंदु पर जीरो हो तब फलन y1 तथा y2 निर्भर होंगे केवल यदि यह दोनों द्वितीय घाट की रेखीय समांगी समीकरण के समाधान हो ना कि कोई भी अन्य साधारण फलन इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा गुण कौन सा है अगली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा Wronskian किसी बिंदु पर जीरो होता है और यह जीरो नहीं भी हो सकता है इससे हम एक सूत्र की सहायता से निकालेंगे और उस सूत्र को Abel's formula अथवा एबल का सूत्र कहते हैं इसके बाद की कक्षा में हम Abel's formula खून निकालना सीखेंगे और हम तीसरे गुण के विषय में चर्चा करेंगे एक बार यदि Wronskian का मान जीरो होता है तब हर बार Wronskian का मान 0 ही होगा और यदि Wronskian का मान किसी बिंदु पर 0 के अलावा कुछ और होता है तब प्रत्येक बिंदु पर Wronskian का मान 0 के अलावा ही कुछ और होगा इसे हम एबल के सूत्र की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं जिसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे